नमस्कार तो पिछले मॉड्यूल में हमने OFDM चैनल अनुमान के लिए कॉम टाइप पायलट या CTP को देखा है आइए अब हम उसी के लिए एक उदाहरण देखते हैं जो कॉम टाइप पायलट पर आधारित OFDM चैनल अनुमान है ठीक है तो आज के मॉड्यूल को शुरू करने के लिए हम जो करना चाहते हैं वह हमारे कॉम टाइप पायलट के लिए एक उदाहरण देखते हैं जो कि CTP पर आधारित OFDM चैनल का अनुमान है सही है तो सिंबल्स को सबकैरियर पर लोड किया जाता है ठीक है इसलिए हमने फिर से विचार किया है कि हमने N बराबर 4 सबकैरियर सिस्टम से शुरू किया है ठीक है और इसमें इंफॉर्मेशन सिंबल्स हैं ठीक है सिंबल्स को सबकैरियर्स पर लोड होने दें हम उन्हें X 0 बराबर 1 j X 1 बराबर 1 j X 2 बराबर 1 2 j X 3 बराबर 2 j सेट करने जा रहे हैं जो पहले जैसा है तो ये सबकैरियर पर लोड किए गए N बराबर 4 सिंबल्स हैं और ये मूल रूप से N बराबर 4 सिंबल्स लोड किए गए हैं यही नामकरण है जिसका उपयोग हम करते हैं कि ये N बराबर 4 सिंबल्स हैं जो कि सबकैरियर पर लोड किए गए हैं हालाँकि जैसा कि मैंने कॉम टाइप पायलट बेस्ड चैनल अनुमान में कहा है सभी सबकैरियर्स को पायलट सिंबल्स के साथ लोड नहीं किया जाता है केवल कुछ सबकैरियर्स को पायलट सिंबल्स के साथ लोड किया जाता है हम फिर से कहते हैं जैसा कि हमने पहले किया है X 1 और X 3 पायलट सिंबल्स हैं l 1 और 3 मूल रूप से आपके पायलट सबकैरियर्स है और X 1 X 3 मूल रूप से पायलट सबकैरियर्स पर लोड किए गए पायलट सिंबल्स हैं और फिर से X 0 और X 2 जो कि l बराबर 0 2 के अनुरूप है ये मेरे डेटा सबकैरियर्स हैं ठीक है X0 X2 डेटा सिंबल्स हैं ठीक है X0 X2 मूल रूप से डेटा कैरियर्स पर लोड किए गए डेटा सिंबल्स हैं ठीक है तो अब हम क्या करते हैं हमारे पास यह कॉम टाइप पायलट अरेंजमेंट है जो 4 सिंबल्स X0 X1 X2 X3 के अनुरूप है अब हम जो करने जा रहे हैं वह वैसा ही है जैसा हमने पहले किया है ये सबकैरियर्स पर लोड किए गए सिंबल्स हैं तो हम मूल रूप से टाइम डोमेन सैंपल्स x 0 x 1 x 2 x 3 उत्पन्न करने के लिए N को 4 पॉइंट IFFT इनवर्स फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म के बराबर लेने जा रहे हैं तो अब हम टाइम डोमेन सैंपल्स x 0 x 1 x 2 x 3 उत्पन्न करने के लिए N को 4 पॉइंट IFFT के बराबर मानते हैं मूल रूप से याद करें कि ये टाइम डोमेन सैंपल्स हैं और ये x k के बराबर होते हैं क्योंकि हमने कहा था कि ये N पॉइंट IFFT सबमिशन l 0 से N 1 e पॉवर j 2 पाई k l बाय N के बराबर हैं और हमने OFDM सिंबल के संदर्भ में पहले ही इसकी गणना कर ली है हमने पहले ही टाइम डोमेन के सैंपल्स की गणना कर ली है इसलिए मैं बस यहां लिखने जा रही हूं I तो टाइम डोमेन के सैंपल्स दिए गए हैं x 0 के बराबर 5 बाय 4 1 बाय 4 j x 1 बराबर आधा j x 2 बराबर 1 बाय 4 5 बाय 4 j और x 3 बराबर 0 है तो ब्लॉक के टाइम डोमेन सैंपल्स जैसे कि दिए गए हैं 5 बाय 4 1 बाय 4 j आधा j 1 बाय 4 5 बाय 4 j 0 और आप 0 लेते हैं और इसे यहां रखें याद रखें यह मूल रूप से साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़ रहा है और यह वह ब्लॉक है जो संचारित होता है यह साइक्लिक प्रीफिक्स एडिड ब्लॉक है इसलिए यह मूल रूप से आपका साइक्लिक प्रीफिक्स एडिड ब्लॉक है और यह ISI या मूल रूप से इंटर सिंबल इंटरफेरेंस चैनल पर प्रसारित होता है तो इस कॉम टाइप सबकैरियर्स के टाइम डोमेन सैंपल ले रहे हैं जिस पर इंफॉर्मेशन सिंबल्स और पायलट सिंबल्स को कॉम टाइप फैशन में व्यवस्थित किया गया है ठीक है आप टाइम डोमेन के सैंपल्स उत्पन्न करने के लिए N पॉइंट IFFT लेते हैं साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़ते हैं अब साइक्लिक प्रीफिक्स एडिड ब्लॉक है जो वास्तव में ISI चैनल पर प्रसारित होता है ठीक है और इसी तरह पहले भी कई बार हम 2 टैप ISI चैनल पर विचार कर रहे थे वह है y k बराबर h 0 x k h 1 x k - 1 मूल रूप से यह क्या है यह आपका L 2 टैप ISI चैनल के बराबर है यह L 2 टैप ISI चैनल के बराबर है ठीक है और इसलिए चैनल टैप की कारवाई अब y बराबर है क्योंकि आप सैंपल्स के साइक्लिक प्रीफिक्स एडिड ब्लॉक को प्रेषित कर रहे हैं चैनल की कारवाई मूल रूप से एडिटिव नॉयस की उपस्थिति में सर्कुलर कन्वॉल्यूशन है ठीक है और इसलिए अब एक बार जब आप आउटपुट सैंपल्स का FFT लेते हैं तो प्राप्त आउटपुट सैंपल्स का FFT प्राप्त आउटपुट सैंपल्स का FFT मेरे पास Y l बराबर है H l Xl V l के जहां Y l lth सबकैरियर पर आउटपुट है यह lth सबकेरियर पर आउटपुट है यह lth सबकैरियर्स पर चैनल कॉफिशिएंट्स है यह लोड किया गया सिंबल या प्रेषित सिंबल्स है और यह lth सबकैरियर पर आउटपुट नॉयस है ठीक हैI तो यह वह मॉडल है जो हमारे पास है जो Y l के बराबर है H l गुणा X l V l यह सिंबल्स है जो हमारे पास है यह सिस्टम मॉडल है जो हमारे पास फ़्रीक्वेंसी डोमेन में है जो कि प्रत्येक सबकैरियर के साथ इनपुट आउटपुट मॉडल है जो lth सबकैरियर के साथ है ठीक है और अब हमने कॉम टाइप पायलट में कॉम टाइप पायलट बेस्ड चैनल अनुमान स्कीम में कहा हमें पायलट सबकैरियर्स के अनुरूप आउटपुट सिंबल्स को निकालना होगा ठीक है तो यह वह है जो कि हम आगे करने जा रहे हैं तो चलिए अब हम बताते हैं आउटपुट सैंपल्स आइए पहले आउटपुट सैंपल्स पर विचार करें आउटपुट सैंपल्स y 0 बराबर 1 y 1 बराबर आधा y 2 बराबर आधा y 3 बराबर 1 लें इसलिए आउटपुट सिंबल्स Y l मूल रूप से याद करें Y l टाइम डोमेन y l के FFT द्वारा दिया गया है तो Y l मूल रूप से आपके पास y k के FFT जो कि योग k 0 से N 1 y k e पॉवर j 2 pie k l बाय N के बराबर है इसलिए Y l को मूल रूप से टाइम डोमेन आउटपुट सैंपल्स y k के FFT के रूप में दिया जाता है और यही हमने यहाँ पर लिखा है और चलो और हमने पहले ही कहा है कि Y 0 बराबर 1 Y 1 बराबर आधा Y 2 बराबर आधा Y 3 बराबर 1 है इसलिए अब एक बार हम FFT ले लेते हैं और यह फिर से कुछ वैसा है जिसकी हमने इससे पहले गणना की है फिर से इन आउटपुट सैंपल्स पर विचार करते है हमने OFDM उदाहरण के संदर्भ में इन आउटपुट सैंपल्स के FFT की गणना की है और इसलिए विभिन्न कैरियर्स के साथ आउटपुट सिंबल्स Y 0 को 3 के रूप में दिया गया है एक बार जब आप FFT की गणना करते हैं ये वे मूल्य हैं जो आपको मिलेंगे Y 1 बराबर आधा आधा j Y 2 बराबर 0 और Y 3 बराबर आधा आधा j होता है अब पायलट सबकैरियर्स के अनुरूप चिन्हों को निकालें अब हम सिंबल्स को इसी के अनुसार निकालते हैं अब हम पायलट सबकैरियर्स के अनुरूप सिंबल्स का विस्तार करते हैं अर्थात् पायलट सबकैरियर्स l 1 3 के बराबर हैं इसलिए हम सिंबल्स को पायलट सबकैरियर्स के अनुसार निकालते हैं इसलिए यह बिना कहे Y 1 Y 3 है ठीक है चूंकि पायलट सिंबल्स 1 और 3 सबकैरियर्स पर प्रेषित होते हैं यह l 1 और 3 के बराबर है इन सबकैरियर्स के अनुरूप सिंबल्स Y 1 और Y 3 हैं और अब हम उन्हें निकालते हैं अर्थात हम इनका उपयोग केवल चैनल अनुमान के लिए करते हैं क्योंकि ये पायलट सिंबल्स हैं या ये पायलट सबकैरियर्स हैं ठीक है तो आइए हम इस मॉडल को लिखते हैं और अब हमारे पास क्या है याद रखें यह वही है जो हमने देखा है यदि हम इस मॉडल को पायलट सबकैरियर्स के साथ लिखते हैं तो मेरे पास Y 1 बराबर X 1 H 1 V 1 है और हमारे पास Y 3 बराबर X 3 H 3 V 3 है अब इसे मैट्रिक्स नोटेशन में लिखिए मेरे पास क्या हैI Y 1 Y 3 विकर्ण मैट्रिक्स गुना X 1 X 3 चैनल कॉफिशिएंट्स के वेक्टर H 1 H 3 V 1 V 3 के बराबर है

और यह याद रखें कि हमने Y चेक कहा है इसे हमने X चेक कहा है इसे हमने वेक्टर H चेक कहा है इसे हमने वेक्टर V चेक कहा है और अब लीस्ट स्क्वेयर्स इसलिए हमारे पास सिस्टम मॉडल है जो मूल रूप से आपका Y चेक बराबर X चेक H चेक V चेक है यह आउटपुट वेक्टर है यह आपका पायलट मैट्रिक्स है यह आपका चैनल वेक्टर है जिसमें कॉफिशिएंट्स X 1 X 3 है यह आपका नॉयस वेक्टर है इसलिए लीस्ट स्क्वेयर्स फंक्शन अब इस पॉइंट पर कार्य करता है फिर से यह कुछ ऐसा है जिससे आपको परिचित होना चाहिए लीस्ट स्क्वेयर्स फंक्शन चैनल आकलन के लिए I वह आपका Y चेक X चेक H चेक के मानक के पूरे वर्ग का न्यूनतम है जो कि लीस्ट स्क्वेयर्स कॉस्ट फंक्शन को कम करता है जो कि Y चेक X चेक गुना H चेक मानदंड का पूरा वर्ग है और लीस्ट स्क्वेयर्स समाधान इसलिए चैनल का अनुमान है याद रखें H hat मूल रूप से आपका H hat X चेक हर्मिटियन X चेक का इनवर्स गुना X चेक हेर्मिटियन गुना Y चेक है यह लीस्ट स्क्वेयर्स के समाधान है और हमें याद है कि यह X चेक मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स है यह इन्वेर्टिबल है और यह विकर्ण है यह विकर्ण है और यह इन्वेर्टिबल है असल में यह एक इन्वेर्टिबल मैट्रिक्स है इसलिए इसे सरल बनाया जा सकता है चूँकि X चेक इन्वेर्टिबल है यह मूल रूप से आपके X चेक इनवर्स गुना Y चेक के बराबर है और X चेक इनवर्स विकर्ण है X चेक का इनवर्स बस विकर्ण तत्वों का इनवर्स है जो 1 ओवर X 1 1 ओवर X 3 गुना Y 1 Y 3 है और यह मूल रूप से आपका अनुमान है यह आपके चैनल कॉफिशिएंट्स का अनुमान है इसलिए अब मैं H hat 1 अनुमान की गणना कर सकती हूं जो कि Y 1 बाय X 1 है और हमारे पास हैउदाहरण के लिए हम यह जानते हैं Y 1 हम यहां से जानते हैं यह आपका Y 1 का मूल्य है और X 1 कुछ ऐसा है जिसे आप यहां से जानते हैं जो कि सिंबल लोड किया गया है सबकैरियर 1 पर लोड किया गया है जो कि 1 j है और इसलिए हमारे पास जो हैवह अब मैं H hat 1 की गणना कर सकती हूं याद रखें H hat 1 जो मूल रूप से सबकेरियर 1 पर चैनल कॉफिशिएंट्स का अनुमान है यह क्या है यह सबकेरियर 1 में चैनल कॉफिशिएंट्स का अनुमान है और यह मूल रूप से बराबर यह क्या है यह मूल रूप से आपका आधा आधा j बाय 1 j है जो कि मूल रूप से फिर से बस बराबर है इसे फिर से लिखना कंपलेक्स नंबरों के गुणों का उपयोग करके 1 j को 2 से विभाजित किया गया है जो कि 1 ओवर 4 गुना 1 j गुना 1 j जो 1 j वर्ग है और आप जांच सकते हैं यह मूल रूप से आधे j के बराबर है ठीक है तो H hat 1 जो कि चैनल कॉफिशिएंट्स का अनुमान है इसलिए हमने अब तक जो गणना की है सबकेरियर 1 पर चैनल के कॉफिशिएंट्स H hat 1 का अनुमान है यह Y 1 बाय X1 के बराबर है इसलिए यह आधा j है इसी प्रकार हम सबकेरियर 3 के साथ H hat 3 के अनुमान की गणना कर सकते हैं और यह सबकेरियर 3 के चैनल कॉफिशिएंट्स के अनुमान के बराबर है अर्थात अनुमान और यह Y 3 बाय X 3 के बराबर है और एक बार फिर ऊपर से हम Y 3 और X 3 दोनों को जानते हैं यह Y 3 है जो कि X 3 द्वारा विभाजित है जो कि आधा आधा j बाय 2 j के बराबर है जो कि आधा गुना 1 - j गुना 2 j बाय 5 है और आप इसे सत्यापित भी कर सकते हैं यह मूल रूप से आपका 1 बाय 10 गुना 2 2 j j 1 और यह 3 बाय 10 1 बाय 10 j के बराबर है ठीक है H hat 3 3 बाय 10 1 बाय 10 j के बराबर है इसलिए अब हमने जो पाया है हमने पाया है H hat 1 H hat 3 जो कि पायलट सबकेरिएर्स l बराबर 1 3 पर चैनल कॉफिशिएंट्स के अनुमान हैं और इसलिए H hat 1 H hat 3 जो कि पायलट सबकैरियर्स l बराबर 13 पर कॉफिशिएंट्स के अनुमान पाये है ठीक है और अब अगला चरण क्या है याद रखें हमने पायलट सबकेरिएर्स पर चैनल कॉफिशिएंट्स के अनुमानों से कॉम टाइप पायलट अनुमान को देखा है हमने चैनल टैप्स के टाइम डोमेन अनुमानों की गणना की है याद रखें यह अगला चरण है और इसे निम्नानुसार चित्रित किया जा सकता है इसलिए याद रखें कि हमारे पास H 1 बराबर h 0 j h 1 और H 3 बराबर h 0 j h 1 है जिसका अर्थ है इसे वैक्टर के रूप में लिखते हैं मैट्रिक्स संकेतन का उपयोग करके यह लिखते हैं मेरे पास H 1 H 3 बराबर 1 j 1 j गुना h 0 h 1 है अब ये क्या हैं ये मूल रूप से आपके टाइम डोमेन चैनल टैप्स हैं ठीक है ये ISI चैनल के टाइम डोमेन चैनल टैप्स हैं ये ISI चैनल के टाइम डोमेन चैनल टैप्स हैं और ये निश्चित रूप से पायलट सबकैरियर्स पर कॉफिशिएंट्स हैं ये पायलट सबकैरियर्स पर कॉफिशिएंट्स हैं अब इसलिए मैं चैनल टैप्स को पा सकती हूं क्योंकि चैनल टैप्स केवल h 0 h 1 के समान पाया जा सकता है यह मैट्रिक्स 1 j 1 j इनवर्स H hat 1 H hat 3 है और यह मूल रूप से हमारे पास है और अंतिम चरण मूल रूप से यह प्राप्त करने के लिए है कि हमारे पास पायलट सबकैरियर्स पर इन चैनल कॉफिशिएंट्स के अनुमान हैं इसलिए यदि हम बाएं हाथ की तरफ भी यहां अनुमानों का उपयोग करते हैं तो आपको अनुमान मिल जाएगा तो ये क्या हैं ये चैनल टैप्स के अनुमान हैं टाइम डोमेन चैनल के अनुमान या मूल रूप से आपका ISI चैनल तो हमारे पास मूल रूप से हम h 0 h 1 टाइम डोमेन चैनल टैप्स को H 1 H 3 के संदर्भ में व्यक्त कर सकते हैं लेकिन केवल अगर आपके पास H hat 1 H hat 3 के अनुमान है तो आप जो प्राप्त करने जा रहे हैं वह स्वाभाविक रूप से टाइम डोमेन चैनल टैप्स के अनुमान है जो कि h 0 और h 1 है ठीक है और इसी तरह हमने टाइम डोमेन चैनल टैप्स अनुमानों की गणना की ठीक है और इसलिए अब मैं इसकी गणना करने जा रही हूं मैं H hat 1 H hat 3 को स्थानापन्न करने जा रही हूं इसलिए यह 1 j 1 j इनवर्स है अब H hat 1 हमने पहले ही गणना कर ली है कि यह आधा j है इस H hat 3 की हमने गणना की है जो 3 बाय 10 1 बाय 10 j के बराबर है और इसलिए अब हम इस मैट्रिक्स के इनवर्स की गणना करेंगे इस मैट्रिक्स 1 j 1 j का इनवर्स यह गणना करने में सरल है क्योंकि यह 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है यह है 1 ओवर 2 j गुना विकर्ण तत्वों का नैगेटिव तो यह मैट्रिक्स का इनवर्स है यह गुना आधा j 3 बाय 10 1 बाय 10 j

ये टाइम डोमेन चैनल टैप्स H hat 0 H hat 1 के अनुमान हैं और अब गुणा कर मैं पा सकती हूं कि यह मूल रूप से 1 ओवर 2 j गुना 2 बाय 5 3 बाय 10 j 3 बाय 5 j 3 बाय 10 और अब अंत में आप टाइम डोमेन चैनल टैप्स के इन अनुमानों की गणना कर सकते हैं ठीक है और इसलिए मैं यहाँ जो कुछ भी करने जा रही हूँ उसमें मूल रूप से चैनल कॉफिशिएंट्स का अनुमान है या टाइम डोमेन में चैनल टैप्स का अनुमान है जो मूल रूप से 3 बाय 20 1 बाय 5 j 3 बाय 10 3 बाय 20 j के बराबर है और ये अनुमान हैं इसलिए मूल रूप से हमारे पास क्या है ये टाइम डोमेन में चैनल टैप्स के अनुमान हैं ये हैं चैनल टैप्स के अनुमानI तो मूल रूप से ये टाइम डोमेन में चैनल टैप्स के अनुमान हैं ठीक है तो हमने जो गणना की है वह h hat 0 और h hat 1 का अनुमान है और इन्हें मूल रूप से h hat 0 के बराबर माना जाता है अब स्वाभाविक रूप से 3 बाय 20 1 बाय 5 j और h hat 1 बराबर 3 बाय 10 3 बाय 20 j है तो अब हमारे पास टाइम डोमेन में चैनल टैप्स के अनुमान हैं अब याद रखें हमें फ़्रीक्वेंसी डोमेन में बाकी चैनल कॉफिशिएंट्स के अनुमानों की गणना करनी है याद रखें इंफॉर्मेशन सबकैरियर्स के अनुरूप जो कि l बराबर 1 और 2 है और इनकी निम्नानुसार गणना की जा सकती है अब हमारे पास टाइम डोमेन में चैनल टैप्स के अनुमान हैं गणना करने के लिए जो कुछ बचा है अब हमें उसकी गणना करनी है इसलिए हमें इंफॉर्मेशन सबकैरियर्स के लिए चैनल कॉफिशिएंट्स H 0 H 2 के अनुमानों की गणना करनी होगी

और इसलिए अब इन्हें निर्धारित किया जा सकता है अब हमने देखा है कि मूल रूप से H 0 बस h 0 h 1 के बराबर है जो हमने कल देखा है यह H 0 है 0वें पेअर्ड टाइम डोमेन चैनल टैप्स h 0 h 1 का 0वां पॉइंट FFT है I तो इसका तात्पर्य यह है कि H hat 0 h hat 0 h hat 1 के बराबर है जो 3 बाय 20 1 बाय 5 j 3 बाय 10 3 बाय 20 j के बराबर है जो कि 3 बाय 20 1 बाय 20 j और इसी तरह H hat 2 सबकेरियर l बराबर 2 है

इसे h hat 0 h hat 1 के रूप में गणना किया जा सकता है और यह निम्न प्रकार से याद किया जाता है क्योंकि H 2 h 0 h 1 के बराबर है इसलिए इसका तात्पर्य है कि H hat 2 h hat 0 h hat 1 है H hat 2 बराबर 3 बाय 20 1 बाय 5 j - 3 बाय 10 3 बाय 20 j के बराबर है जो कि आपके H hat 2 के बराबर है

तो अब मूल रूप से हमने H hat 0 के मूल्य की गणना की है यह आपके H hat 0 का मान है और यह H hat 2 का मान है आइए हम इसे फिर से लिखते हैं इसलिए मूल रूप से आपका H hat 0 बराबर है 3 बाय 20 1 बाय 20 j और इसलिए अब हमने H hat 2 का मान परिकलित किया है इसलिए मुझे H hat 0 बराबर 3 बाय 20 1 बाय 20 j और H hat 2 9 बाय 20 7 बाय 20 j और ये डेटा सबकैरियर्स या इंफॉर्मेशन सबकैरियर्स या नॉन पायलट इंफॉर्मेशन या मूल रूप से नॉन पायलट सबकैरियर्स के अनुरूप चैनल कॉफिशिएंट्स के अनुमान हैं चैनल कॉफिशिएंट्स के अनुमान हैं इसलिए मूल रूप से हमने जो देखा है वह मूल रूप से हमने इस कॉम टाइप पायलट बेस्ड चैनल आकलन योजना का एक उदाहरण देखा है जहां इंफॉर्मेशन सिंबल्स जहां पायलट सिंबल्स को केवल बहुत कम संख्या में सबकैरियर्स पर लोड किया जाता है इसलिए हमने N बराबर 4 सबकैरियर के एक उदाहरण को देखा है जहां पायलट सिंबल्स को 2 सबकैरियर्स पर लोड किया जाता है जो कि l बराबर 1 और 3 है और डेटा सिंबल्स शेष सबकेरियर पर लोड किए जाते हैं जो कि l बराबर 0 और 2 है और इसलिए अब आप जो रिसीवर पर करते हैं वह पहले पायलट सबकैरियर्स पर फ्रीक्वेंसी डोमेन में चैनल कॉफिशिएंट्स का अनुमान लगाते है ये H 1 H 3 हैं इन अनुमानों से टाइम डोमेन चैनल टैप्स जो h 0 h 1 है और इन टाइम डोमेन चैनल टैप्स के इन अनुमानों से मूल रूप से बाकी सबकैरियर्स के चैनल कॉफिशिएंट्स के अनुमानों का फिर से अनुमान या गणना करते हैं यह नॉन पायलट सबकैरियर्स या मूल रूप से डेटा या इंफॉर्मेशन सबकैरियर्स हैं ये हैं H 0 और H hat 0 और H hat 1 सब ठीक है तो यह मूल रूप से व्यापक रूप से एक सरल उदाहरण दिखाता है लेकिन व्यापक रूप से OFDM के लिए कॉम टाइप पायलट बेस्ड चैनल अनुमान के पीछे के सिद्धांत को दिखाता है और जैसा कि हमने देखा है यह पारंपरिक चैनल अनुमान की तुलना में बेहतर है जहां पायलट सिंबल्स सबकैरियर्स पर लोड किए जाते हैं कॉम टाइप पायलट में याद रखें कि पायलट चिन्ह डेटा सिंबल्स के साथ मैश्ड हैं इसलिए आप केवल कुछ पायलट सिंबल्स को प्रेषित कर रहे हैं और यह अत्यधिक कुशल है क्योंकि आप पायलट के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी प्रसारित कर रहे हैं इसलिए इससे प्रणाली की डेटा दर में सुधार होता है तो सारांश में मूल रूप से इस प्रकार कॉम टाइप पायलट OFDM चैनल आकलन के लिए प्रेरणा और प्रक्रिया का सार प्रस्तुत करता है इसलिए हम इस मॉड्यूल को यहाँ रोकेंगे और बाद के मॉड्यूल में अन्य पहलुओं को देखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद